असेंबली ड्राइंग सभी को नमस्कार मैं गौरव सिंह हूं मैं प्रोफेसर राजाराम लखराजु द्वारा लिए गए इस इंजीनियरिंग ड्राइंग कोर्स के लिए एक शिक्षण सहायक हूं मैं इस पाठ्यक्रम को फिर से शुरू करने के लिए यहां हूं मैं उन हिस्सों की असेंबली से शुरू करूँगा जिन्हें हमने सॉफ्टवेयर सॉलिडवर्क्स में डिजाइन किया है हम इसे देख चुके हैं भागों के डिजाइन के बारे में आपने अब तक सीख लिया होगा इसलिए अब इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन हिस्सों को इकट्ठा करके एक विशेष पूर्ण डिजाइन बनाया जाए जिसका उपयोग किया जा सके ऐसे सरल घरेलू सामानों में से एक जिसे हम देख सकते हैं वह एक कैंची है जो मेरे पास है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम इस कैंची को ब्लेड उसके हैंडल पिन धुरी के रूप में पहचान सकते हैं और इसलिए विशेष रूप से 5 भाग हैं जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं जिन्हें इस विशेष कैंची को बनाने के लिए इकट्ठा किया गया है हम इन विभिन्न भागों को यहाँ देख सकते हैं इनमें से प्रत्येक भाग जो आपने हमारे पिछले पाठ्यक्रम में डिजाइन किया है इन सभी प्रकार के औजारों का उपयोग करके सॉलिडवर्क्स सॉफ्टवेयर में पैलेट में सीखे हैं तो यह है इन विशेष भागों का उपयोग करके हम इन्हें इकट्ठा करके किसी भी इलेक्ट्रॉनिक घटक को एक मशीनरी बना सकते हैं तो यह एक कैंची है जिसे हम देख सकते हैं एक और सरल डिजाइन हमारे पास एक और डिज़ाइन है हम देख सकते हैं कि यह एक पवन टरबाइन है यह अक्षय ऊर्जा का एक बहुत लोकप्रिय स्रोत है इस डिवाइस में ब्लेड टर्बाइन मोटर इंजन शामिल हैं यह पेडस्टल हम देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि यह पवन टरबाइन इन ब्लेडों से बनी है हम इसके अलग अलग घटकों को देख सकते हैं जो इस सॉफ़्टवेयर पर स्वयं डिज़ाइन किए गए हैं और हम देख सकते हैं और हम पवन टरबाइन के निर्माण के लिए इसे देख सकते हैं इस सॉफ्टवेयर की एक अच्छी विशेषता ठोस यांत्रिकी ठोस कार्य इस ठोस कार्यों की अच्छी विशेषता यह है कि यह वास्तव में इस पर काम करता है यह वास्तव में काम करता है क्योंकि यह ठोस के यांत्रिकी को अनुकरण करता है आप ब्लेड देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि ब्लेड हवा की दिशा के साथ घूम सकते हैं पूरा सेटअप और मोटर भी चल सकता है क्योंकि हवा ब्लेड से टकराती है तो यह एक डिजाइन है सॉलिडवर्क्स इस ट्रैक्टर को बनाने के लिए बहुत अधिक जटिल वस्तुओं के संयोजन का भी समर्थन करता है जिसे हम देख सकते हैं इस सुंदर ट्रैक्टर को बनाने के लिए कई घटकों का निर्माण किया गया है हम इसके कुछ हिस्सों को बड़े टायर छोटे टायर इंजन धुएं के निकास और उन सभी चीजों को देख सकते हैं इस एक ट्रैक्टर को बनाने के लिए इसे बहुत खूबसूरती से इकट्ठा किया गया है इन सभी विधानसभाओं में कुछ बहुत ही प्रारंभिक विधानसभा शब्दावली शामिल हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे सॉलिडवर्क्स में इस असेंबली को यहां मेट करने का पर्याय है यहां मेट विकल्प आप देख सकते हैं इसलिएअसेंबली अनुभाग में हम प्राथमिक से सीखेंगे कि घटकों को कैसे सम्मिलित किया जाए और इन सभी साधनों को सीखें जो हमारे पास हैं हम यहां देख सकते हैं तो हम शुरू से शुरू करते हैं इसलिए अब पहले से हम एक नया दस्तावेज़ खोलने के लिए इस नई कमांड का उपयोग कर रहे हैं हम इस भाग अनुभाग पर काम कर रहे हैं अब जब हम इस असेंबली से गुजर रहे हैं तो हमें इस असेंबली पर क्लिक करना होगा और ओके यह असेंबली चीज़ विंडो इस तरह दिखती है कई घटकों को इकट्ठा करने के लिए हमें उन घटकों को सम्मिलित करना होगा जिन्हें हम यहां देख सकते हैं फिर ब्राउज़ के माध्यम से जाने पर यह खुल जाएगा तो आइए हम इन कुछ उदाहरणों की जाँच करने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को सम्मिलित करें तो इस कैंची का कहना है हम चुनिंदा कई चीजों को नियंत्रित करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे सॉलिडवर्क्स में पहला भाग हम देख सकते हैं तो इस तरह से हम कर सकते हैं अब तक हमने नए दस्तावेज़ पर चर्चा की है हम इस भाग पर काम कर रहे हैं इसलिए अब हम इस असेंबली पर काम करेंगे हम असेंबली पर क्लिक करेंगे हम असेंबली क्लिक ओके पर क्लिक करेंगे इसलिए यह विंडो हमें कुछ भागों को खोलने के लिए कहेगी यह इस असेंबली विंडो के लिए विंडो जैसा दिखता है हम आगे बढ़ेंगे हमें इस इंसर्ट घटक पर जाना होगा फिर ब्राउज पर जाना होगा हमें उन हिस्सों का चयन करना होगा जो हम कर चुके हैं हम सभी हिस्सों का चयन करेंगे और खुले पर क्लिक करेंगे तो ये वे भाग हैं जो उस पवन टरबाइन के निर्माण के लिए आवश्यक थे जो हमने पहले देखा है तो इस तरह हम इस विंडो में घटक सम्मिलित कर सकते हैं ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात पहला घटक है जिसे रखा गया है हमने विंडो में रखा हुआ देखा है यह निश्चित रहेगा और यह कहीं भी हिलाया नहीं जा सकता है हालांकि अन्य भागों को हिलाया जा सकता है इस कदम को बनाए रखने के लिए हमें इस वस्तु को राइट क्लिक करना होगा हमने कमाया हम फ्लोट पर क्लिक कर सकते हैं तो यह अब से अस्थायी हो जाएगा आप संदर्भ बनाने के लिए किसी और को भी स्थायी कर सकते हैं यह अब तय हो गया है और ये सभी बढ़ रहे हैं तो इस तरह से हम कुछ आइटम फ्लोटिंग और निश्चित कर सकते हैं तो इस दृश्यता आइकन को देखने के लिए कुछ उपकरण हैं हम इस की उत्पत्ति देख सकते हैं प्रत्येक आइटम की उत्पत्ति हम प्रत्येक आइटम की उत्पत्ति देख सकते हैं हम यहां से प्लेनों को देख सकते हैं हम प्लेनों को यह कहते हुए देख सकते हैं कि हमें इसे छिपाने के लिए जाना है और आइटम को प्लेनों पर क्लिक करना है हम सामने वाले प्लेन को सही प्लेन पर देख सकते हैं यह उन हिस्सों को आयात करने का मूल तरीका है जो हमने पहले डिज़ाइन किए हैं एक और तरीका है मान लीजिए कि हम उन हिस्सों में से एक को डिजाइन कर रहे थे जैसे हम पहले कर चुके हैं यह पहले वाली विंडो है जो आप इस भाग विंडो से परिचित हैं तो अब आपने इस भाग को डिज़ाइन किया है और आपके पास पहले से तैयार अन्य भाग हैं असेंबली में इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इस फाइल पर जाना होगा ताकि पार्ट से असेंबली बन सके इसलिए हम जिस अंतिम विंडो पर चर्चा कर रहे थे वही यहां देखी जा सकती है आप इसे इस तरह से आयात कर सकते हैं और फिर ब्राउज़ और अन्य वस्तुओं में घटक सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम शामिल करना चाहते हैं अब इनमें से प्रत्येक आइटम को एक दूसरे में इकट्ठा करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की विधानसभाओं को जानना होगा जो सॉलिडवर्क्स में उपलब्ध हैं और हम देख सकते हैं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यह असेंबली सॉफ्टवेयर में मेट का पर्याय है हम देख सकते हैं कि क्या हम मेट पर क्लिक करते हैं हम यहां विभिन्न प्रकार के मेट देख सकते हैं मानक मेट उन्नत मेट यांत्रिक मेट तो मानक साथी में संयोग समानांतर लंबवत स्पर्शरेखा संकिंद्रिक और इसी तरह होता है और उच्च उन्नत साथी काज गियर रैक पिनियन कई और अधिक हैं तो वहाँ एक हम उनमें से प्रत्येक के माध्यम से जाएंगे हम उनमें से कुछ प्राथमिक साथियों से गुजरेंगे एक एक करके आइए हम एक नया दस्तावेज़ एक नई असेंबली खोलें मेरे यहाँ दो ब्लॉक हैं दो लकड़ी के ब्लॉक जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं अब यदि हम इस पहेली को बनाना चाहते हैं तो हम मेट के माध्यम से जा सकते हैं हम यहां देखेंगे कि इस मेट सेलेक्शन में एक विंडो है जिस छोटी विंडो पर हमें क्लिक करना है और हम उन चेहरों का चयन करना चाहते हैं जिन्हें हम मेट करना चाहते हैं तो इनमें से एक के लिए यह संयोग है संयोग के साथी में दो चीजें जिन्हें हम इकट्ठा करना चाहते हैं या मेट संयोग करेंगे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि यह बढ़त इस विशेष बढ़त पर रहे तो आप यहाँ पूर्वावलोकन देख सकते हैं यह इस किनारे के साथ संरेखित किया गया है और एक बार जब हम ओके क्लिक करते हैं तो इसे इसके साथ जोड़ा जाता है तो यह इस किनारे के साथ गठबंधन किया गया है हालांकि स्वतंत्रता की गति की ढीली डिग्री के कारण यह स्थानांतरित हो सकता है और साथ ही घूम सकता है हालाँकि संरेखण सभी समान है जैसा कि हमारे पास है जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस भाग को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहले पहला आइटम जो मैंने लाया यहां वह यह ब्लॉक था और इस फ्लोट को बनाने के लिए यह तय किया गया है कि मैं इस फ्लोट को बना सकता हूं इसलिए अब दोनों को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन एक संदर्भ बनाने के लिए हमें निश्चित वस्तुओं में से एक की आवश्यकता है तो अब हम इसे ठीक कर सकते हैं इस पर राइट क्लिक करें तो अब यह चल रहा है और यह तय हो गया है तो यह एक संयोग था एक और बात एक और महत्वपूर्ण विशेषता जिसे हम आम तौर पर इस संयोग मेट का उपयोग करते हैं वह है उत्पत्ति को ठीक करना मान लीजिए कि इस विशेष खंड का मूल है तो हम इस मूल को यहाँ देख सकते हैं हालांकि इस ज्यामिति की उत्पत्ति इस पूरे खेल की उत्पत्ति पूरी विंडो यहाँ है इसलिए यदि हम चाहते हैं कि यह असेंबली मूल के साथ शुरू हो तो हम मेट का चयन कर सकते हैं इस आइटम का मूल और इस आइटम का मूल और यहां मेट और ओके क्लिक करें इसलिए यह मेट नहीं है क्योंकि यह आइटम स्थिर हो गया है और हमने पहले ही इस किनारे को इस किनारे के साथ जोड़ दिया है इसलिए यदि हम इस फ्लोट को बनाते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि पूरे प्लेन की उत्पत्ति इस बॉक्स के मूल के साथ संरेखित है और अब क्योंकि यह अब तैर रहा है और यह अब तय हो गया है क्योंकि इसे प्लेन की उत्पत्ति के साथ संलग्न किया जाना है यह संयोग था इस असेंबली में मेट इतिहास हम यहाँ देख सकते हैं हमने जो किया है यह पहला संयोग है कि यह दो ब्लॉकों के किनारे के बीच था और दूसरा इस प्रकार इस ब्लॉक की उत्पत्ति और प्लेन का समन्वय होता है इसलिए यह संयोग था कि हम यहां देख सकते हैं एक और बात समानांतर मेट है इन सभी को पहले हटा दें अब फिर से ये दोनों स्वतंत्र हैं हम इसे ठीक कर देंगे अगले प्रकार का साथी समानांतर मेट है इस मेट में हम दो प्लेनों को एक दूसरे के समानांतर बना सकते हैं अब तक हम देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के समानांतर नहीं हैं इसे समानांतर बनाने के लिए हम यहां छोटी विंडो पर क्लिक करेंगे फिर चरण 1 और फिर चरण 2 में हम ठीक पर क्लिक करते हैं मेट समाप्त करते हैं दो चरण एक दूसरे के समानांतर हैं यह वाक्यांश और इस के शीर्ष एक वे हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहेंगे हम इसे फिर से देख सकते हैं यह मैटिंग इतिहास है अगर हम इसे हटा देते हैं तो एक बार फिर से हम इस पर चयन करेंगे अब हम इस प्लेन का चयन करते हैं और यह चेहरा अब एक दूसरे के समानांतर हो गया है हमें समानांतर पर क्लिक करें यह एक दूसरे के समानांतर है कहीं भी चले वह समानांतर ही रहेगा अगले प्रकार का मेट सीधा मेट है यह इस समानांतर मेट के समान है हमें पहले वाला हटा दें हम इस समानांतर मेट को हटा देंगे और हम लंबवत मेट पर चले जाएंगे फिर से इस छोटी विंडो पर क्लिक करें हम देखेंगे कि यह चेहरा हमें इस पर सीधा बनाता है या यह कहता है ओके पर क्लिक करें तो अब यह चेहरा हमेशा इस चेहरे के लिए लंबवत है वैसे भी यह कहीं भी चलता है लेकिन यह इन दोनों के लिए लंबवत रहता है अगली तरह का मेट स्पर्शरेखा होता है हमें हलकों से निपटना होगा जब हम इस स्पर्शरेखा के साथ काम कर सकते हैं आइए इस स्पर्शरेखा मेट को समझने के लिए कुछ नई ज्यामिति लोड करें हमारे पास एक पिन है और हमारे पास एक स्लॉट है आम तौर पर हम इस तरह की चीजों को मीटर ओडोमीटर और इन सभी चीजों या नॉब्स में देख सकते हैं जिन्हें तापमान और अन्य मापदंडों की आवश्यकता होती है तो जो हम इरादा करते हैं वह यह है कि पिन को इस बहुत से स्थानांतरित करना है और एक सामान्य अंतर्ज्ञान से हम इच्छा कर सकते हैं कि इस विशेष सतह को इस परिपत्र सिलेंडर पर स्पर्शरेखा माना जाता है ऐसा करने के लिए हम इसे यहां स्थानांतरित कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है यह इस तरह माना जाता है आइए हम इसे ठीक करते हैं और इस पिन को फ्लोटिंग बनाते हैं ठीक है क्योंकि हमारे पास अब तक कोई मैटिंग नहीं है हम इसे कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं अभी के लिए आइए हम इस मूर्त साथी की कोशिश करें मैं इस स्पर्शरेखा में मेट करने जाएगा हम इस छोटी विंडो पर फिर से क्लिक करते हैं गोलाकार सतह और उस सतह का चयन करें जिस पर स्पर्शरेखा होनी चाहिए और हम ओके क्लिक करेंगे स्पर्शरेखा का चयन करते हुए हम यहाँ या तो मिनी टूलबॉक्स में ओके क्लिक करते हैं यह अब इस के लिए स्पर्शरेखा है यह अब इस सतह के लिए स्पर्शरेखा है हालाँकि हम इसे आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं क्योंकि हमने इसके लिए अन्य डिग्री की स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया है इसलिए हमें इस स्लॉट में इसे लॉक करने के लिए कुछ अन्य बाधाओं की आवश्यकता है तो इसके लिए हम इन दोनों के प्लेनों स्लॉट और पिन को एक दूसरे में संरेखित कर सकते हैं ऐसा करने के लिए हम इसे फिर से संयोग करेंगे जो हमने पहले सीखा है हम मेट पर जाएंगे हम इन दोनों के प्लेनों का चयन करेंगे इनमें से दो ज्यामिति पिन और स्लॉट ज्यामिति हैं हम इसके लिए सामने वाले प्लेन की जांच करेंगे इस पिन के लिए टॉप प्लेन और स्लॉट के लिए टॉप प्लेन यदि हम इन दोनों का चयन करते हैं तो हम इस स्लॉट के लिए टॉप प्लेन पर क्लिक करेंगे और नियंत्रण कुंजी के साथ शीर्ष पर रखा जाएगा हम पिन के लिए टॉप प्लेन का चयन करेंगे और फिर मेट पर क्लिक करेंगे यह स्वचालित रूप से संयोग करने के लिए सुझाव दे रहा है या शायद हम अन्य चीजों का चयन कर सकते हैं लेकिन जो भी इसे संयोग करने का सुझाव दे रहा है वह हमारे लिए अच्छा होना चाहिए हम ओके पर क्लिक करें अब हम देख सकते हैं कि यह अभी लॉग इन किया गया है और अब हम इसे स्लॉट के भीतर चलते देख सकते हैं और यह देखने के लिए स्पर्शरेखा है यह स्लॉट सतह है हमारे द्वारा यहां उपयोग किए गए दो मेट स्पर्शरेखा सिलेंडर की सतह और स्लॉट की सतह और इन दोनों के संयोग प्लेनों पिन और स्लॉट हैं तो यह स्पर्शरेखा मेट था जिसकी हमने चर्चा की है ठीक है ठीक है आपका धन्यवाद